पिछले सत्र में हम डिक्रिमेंट फैक्टर को देख रहे थे जो भीतरी सतह के अधिकतम तापमान ऋण भीतरी सतह के न्यूनतम तापमान भाग बाहरी सतह के अधिकतम तापमान ऋण बाहरी सतह के न्यूनतम तापमान के बराबर होता है जिसका मान 0 और 1 के बीच आता है फिर जो भारतीय संहिता राष्ट्रीय भवन संहिता जिसके बारे में बात करती है वह थर्मल डैंपिंग है इसमें डेल्टा To होता है जो बाहरी हवा के तापमान की रेंज है यह सतह का तापमान नहीं है यह बाहरी तापमान आयाम बनाम भीतरी तापमान हवा का तापमान ड्राइ बल्ब तापमान आयाम है इसलिए हमने कहा था कि यदि परिवेश के तापमान में दैनिक भिन्नता डेल्टा टी 20 डिग्री है और भीतरी 10 डिग्री है तो आपको 50 प्रतिशत की थर्मल डैंपिंग मिलेगी राष्ट्रीय भवन संहिता आपको बताती है कि आपके लिए न्यूनतम आवश्यक थर्मल डैंपिंग कितनी है जिन जगहों पर दैनिक भिन्नता बहुत अधिक हैं वहां आपको अधिक थर्मल डैंपिंग की आवश्यकता होगी जबकि ऐसे स्थान जहां दैनिक भिन्नता कम होती है जैसे आर्द्र क्षेत्र तटीय क्षेत्र जहाँ भिन्नता का आयाम या दैनिक भिन्नता का चक्र 6 से 7 डिग्री के आस पास होता है या कुछ जगहों में इससे भी कम होता हैं वहां आपको शायद थर्मल डैंपिंग की आवश्यकता नहीं होगी जारी रखने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं थर्मल डैंपिंग और टाइम लैग कमरे या किसी स्थान के उन्मुखीकरण के संबंध में भिन्न होता है उदाहरण के लिए कहें एक उत्तर बनाम पूर्व बनाम दक्षिण की ओर से उजागर दीवार की सतहों के लिए टाइम लैग और डिक्रिमेंट फैक्टर बदलते हैं इस मामले में टाइम लैग समान रहता है लेकिन इसमें अंतर भी हो सकता है डिक्रिमेंट फैक्टर काफी बदलता है क्योंकि यह सतह के तापमान का मान होता है इसलिए सतह के बाहर का सौर तापमान एक विशेष समय चक्र में चरम पर जा सकता है और यह एक उन्मुखीकरण से दूसरे उन्मुखीकरण के बीच थोड़ा बहुत बदलता है यह फेनेस्ट्रेशन के क्षेत्रफल और जगह की सघनता पर काफी निर्भर करता है थर्मल डैंपिंग विशेष रूप से अगर आप देखें हमारी राष्ट्रीय संहिता क्या बताती है मैंने यहां एक रेखा खींची है क्योंकि इस विशेष जलवायु के लिए यह गर्म और शुष्क जलवायु है जिसका हमने मूल्यांकन किया था हमने पाया कि न्यूनतम आवश्यक थर्मल डैंपिंग 60 प्रतिशत थी इसने कहा आपके बिल्डिंग एनवलप को कम से कम 60 प्रतिशत थर्मल डैंपिंग देनी चाहिए जिसके नीचे यह राष्ट्रीय भवन कोड के अनुरूप नहीं है हमने जिन पदार्थों का परीक्षण किया था उनमें से अधिकांश आपके सामने हैं यह एक 150 मिमी मोटी कंक्रीट की दीवार है ईंट की दीवार वातित कंक्रीट आपके पास एक इंसुलेटेड दीवार है बाहर और अंदर से इंसुलेटेड दीवार आपके पास गुहा की दीवार प्रणाली है आपके पास एक ठोस ब्लॉक सीमेंट ब्लॉक सिस्टम है इनमें से ज्यादातर में थर्मल डैंपिंग निर्धारित सीमा से ऊपर है लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि यह फेनेस्ट्रेशन क्षेत्रफल पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है तो आप 10 x 10 फीट या 12 x 12 फीट का कमरा लें जिसमें बहुत बड़ी खिड़की की सतह है जो खुली हुई है तब वास्तव में डैंपिंग बहुत कम होगी स्वाभाविक रूप से कन्वेकटिव तंत्र शुरू हो जाता है और कमरे का भीतरी हिस्सा परिवेश के तापमान चक्र के साथ अधिक बारीकी से जुड़ जाता है तो इस अर्थ में यह फेनेस्ट्रेशन क्षेत्रफल अनावृत सतहों के संख्या और जगह की समग्र सघनता पर निर्भर करता है यदि स्थान अधिक सघन रूप से डिज़ाइन किया गया है तीन तरफ से बंद है बस एक तरफ उजागर है या आंशिक रूप से उजागर है वह भी छायांकित है और उसमें एक छोटी खिड़की है कल्पना करें कि कैसे पारंपरिक इमारते गर्म और शुष्क जलवायु क्षेत्र में या ठंडे जलवायु क्षेत्र में बनीं थी हमने कुछ उदाहरणों को देखा था उन उदाहरणों को याद करते हुए अगर आप इन चीजों को देखते हैं तो यह सब चीजें सघन है और इनका फेनेस्ट्रेशन क्षेत्रफल भी बहुत कम है पारंपरिक इमारतों में थर्मल डैंपिंग बहुत ज्यादा थी मतलब तापमान बदलाव का भीतरी चक्र परिवेश के दैनिक तापमान बदलाव से कम था तो यह पदार्थ पर निर्भर करता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपना इंसुलेशन कहां लगाया है और क्या आपके पास इंसुलेशन है या नहीं थर्मल डैंपिंग काफी बदलती है इसके अलावा यह महीने दर महीने दिन प्रतिदिन बदलता है सटीक रूप से कहें तो यह दिन प्रतिदिन बदलता है जो हमने बॉक्स और व्हिस्कर प्लॉट में दिखाया है औसत मूल्य लगभग 85 के आसपास है इस मामले में 80 है यह 88 जितना ऊपर जाता है फिर यह नीचे गिर जाता है लेकिन यह लगातार बदल रहा है यह कहीं 68 से 88 के बीच है और ऊपर 90 तक है तो 20 से 25 प्रतिशत का अंतर देखा जा सकता है क्योंकि यह दैनिक घटना है जो डेल्टा टी आज है हो सकता है कल ना हो और दीवार को इस पर प्रतिक्रिया देनी होगी या जगह को इस पर प्रतिक्रिया देनी होगी तो थर्मल डैंपिंग हालांकि राष्ट्रीय भवन संहिता इस विशेष जलवायु क्षेत्र के लिए 60 पर रेखा खींचता है इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक एकल संख्या ही रहने वाला है आपको एक प्रारूपिक दिन लेना पड़ सकता है और फिर एक संख्या के रूप में इस थर्मल डैंपिंग की गणना कर सकते हैं यदि यह 60 से ऊपर है जिसका मतलब है कि यह स्वीकार्य है अगली चीज़ में जाने से पहले एक और महत्वपूर्ण बात को हमें यहाँ समझना होगा थर्मल डैंपिंग की आवश्यकताएं क्या सभी जलवायु को थर्मल डैंपिंग की आवश्यकता होती है जैसा कि मैंने कहा था जब दैनिक तापमान में बदलाव बहुत कम होता है तो आपको थर्मल डैंपिंग की आवश्यकता नहीं होती है या एक और मुश्किल मामला मिश्रित जलवायु क्षेत्र का है जब वहां गर्म और शुष्क जलवायु जैसे गर्मियों के चरम दिन आते हैं दैनिक भिन्नता बहुत ज्यादा होती है और सौर विकिरण भी ज्यादा होता है इस मामले में आपको थर्मल डैंपिंग की आवश्यकता होगी अत्यधिक सर्दी के दौरान फिर से आपको थर्मल डैंपिंग की आवश्यकता होगी लेकिन अन्य दो अवधि हैं आपके पास मानसून का मौसम है जो असल में उमस भरा है दैनिक भिन्नता गर्मियों और सर्दियों जितनी ज्यादा नहीं होती है आपको समीरिक या कम डैंपिंग वाली सतह चाहिए और मध्यम जलवायु में भी आपको भवन में थर्मल डैंपिंग की जरूरत नहीं होगी तो डिजाइन में इन कारकों को ध्यान में रखना होगा एक और शब्द जो आमतौर पर उपयोग में आता है वह है डायरनल हीट कैपेसिटी या डीएचसी यह कैपेसिटिव इंसुलेशन का संकेतक भी है मैं सूत्रों में नहीं जा रहा हूं क्योंकि इस कोर्स के दौरान मैं यहां बहुत सारे समीकरण या संख्या नहीं रखना चाहता एक मूलभूत समझ विकसित करने के लिए यह पदार्थ के घनत्व विशिष्ट ताप कंडक्टिविटी और मोटाई पर निर्भर करता है यदि आपको किसी विशेष भवन या एक स्थान की डायरनल हीट कैपेसिटी की गणना करनी है तो आपको प्रत्येक सतह के डीएचसी मूल्यों का योग करके गणना करनी होगी जो सतह आंतरिक हवा के संपर्क में है यह दर्शाता है कि गर्मी संग्रहण के लिए कितना थर्मल द्रव्यमान उपलब्ध है यही कारण है कि हम आंतरिक हवा के संपर्क में प्रत्येक सतह को ले रहे हैं गर्मी के लाभ और नुकसान के लिए गर्मी के आदान प्रदान के लिए इसमें एक छोटा सा समीकरण होता है जो आपको आवश्यक हीट कैपेसिटी प्रदान करता है हम कैपेसिटिव इन्सुलेशन के बारे में बात कर रहे थे तो अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि हमें किसी विशेष स्थान के लिए इसकी कितनी आवश्यकता होगी आप एक जगह पर निर्माण कर रहे हैं जैसे आप अपना घर दिल्ली में बना रहे हैं या आप अपना घर जैसलमेर जैसी गर्म शुष्क जगह पर बना रहे हैं फिर आप अपने बिल्डिंग एनवेलप में कितनी थर्मल कैपेसिटी का निर्माण करेंगे तो दीवार में कितनी थर्मल कैपेसिटी होनी चाहिए एक साधारण समीकरण है बेशक यह भारतीय संदर्भों के लिए भौतिक रूप से मान्य नहीं है इसे किसी अन्य देश में विकसित किया गया है लेकिन फिर भी यह आपको एक बहुत अच्छा या निष्पक्ष संकेतक देता है अनुवर्तन उपलब्ध हैं विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए बेहतर संस्करण भी उपलब्ध हैं लेकिन आपको इसके बारे में एक बुनियादी समझ देने के लिए यह Qreq है जो आवश्यक हीट कैपेसिटी है और यह बाहरी डेल्टा To का कारक है T max बाहर का अधिकतम तापमान है T max ऋण T min आपको परिवेश का डेल्टा T देता है इसमें सतह की अवशोषकता सौर विकिरण भी शामिल है Qreq25 ×Tmax₋Tmin 01a×Imax जहां Tmax बाहर का अधिकतम तापमान a अवशोषकता and Imax सौर तीव्रता है तो डेल्टा टी अधिक होने पर क्या होता है आप गर्म शुष्क जलवायु में हैं गर्मियों में परिवेश का डेल्टा टी उच्चतम 20 22 डिग्री तक जाता है इसलिए जब यह उच्च होता है तब आवश्यक हीट कैपेसिटी भी ज्यादा होगी एक तटीय क्षेत्र लें जहां डेल्टा टी 6 से 8 डिग्री के आसपास है अपेक्षाकृत Q काफी नीचे आ जाएगा क्योंकि यह 25 डेल्टा टी एक महत्वपूर्ण कारक है तो यह महत्वपूर्ण कारक निर्धारित करता है कि आपकी आवश्यक हीट कैपेसिटी के संदर्भ में कितनी वृद्धि या कमी की आवश्यकता है मैंने अपनी राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार अहमदाबाद जैसे गर्म और शुष्क जलवायु क्षेत्र में इसे स्थानापन्न किया है हमने एक विशेष दिन लिया जहां परिवेश तापमान का डेल्टा टी 13 डिग्री पाया गया और सौर विकिरण Imax 925 वाट प्रति वर्ग मीटर था हमने एक दीवार की सतह ली है जिसका अवशोषण मूल्य 03 है यह लगभग सफेद रंग की चमकदार सतह जैसी है जो पर्याप्त मात्रा में सौर विकिरण को प्रतिबिंबित कर रही है यह केवल 30 प्रतिशत अवशोषक है उस स्थिति में आपको Qreq मिलता है जोकि आवश्यक हीट कैपेसिटी लगभग 60 वाट प्रति घंटे वर्ग मीटर डिग्री सेंटीग्रेड है कल्पना कीजिए कि सौर विकिरण फिर से ऊपर जाएगा इसका आवश्यक हीट कैपेसिटी पर प्रभाव पड़ेगा यह भी बढ़ेगा क्योंकि सौर विकिरण भी बढ़ रहा है क्या होगा अगर दीवार अधिक अवशोषक हो जाती है सफेद रंग की सतह जो 30 प्रतिशत अवशोषक है अर्थात 03 इसका अवशोषण गुणांक है इसके बजाय मैं इसमें चमकहीन काली सतह जिसका अवशोषण गुणांक 085 या 09 है का स्थानापन्न कर रहा हूं तो परिणामस्वरूप Qreq ऊपर जाएगा गहरी सतह और हल्की सतह में गहरी सतह को अधिक हीट कैपेसिटी की आवश्यकता होती है जबकि एक हल्की सतह में यह नीचे आ जाएगा जैसे ही डेल्टा टी का दैनिक अंतर बढ़ेगा यह ऊपर जाएगा और सौर विकिरण की तीव्रता बढ़ने से आवश्यक हीट कैपेसिटी बढ़ जाएगी जैसा कि मैंने कहा था यह भारतीय संदर्भों के लिए प्रमाणित समीकरण नहीं है लेकिन यह हमें इस बारे में एक उचित विचार देता है कि कहां हीट कैपेसिटी उपयोग में आती है और विशिष्ट मौसमों और स्थानों में हमें किस अनुपात में यह चाहिए कि नहीं चाहिए अगला कारक जिसके बारे में राष्ट्रीय भवन संहिता बात करता है थर्मल टाइम कांस्टेंट है टीटीसी सरल शब्द हैं यह सिग्मा क्यू ΣQ है जो ऊष्मा लाभ है भाग कुल थर्मल ट्रांसमिटेंस यू मूल्य इसे और अधिक विस्तार से देखते हैं यह सतह गुणांक है जिसे हमने पिछली कक्षा में देखा था सिग्मा Σ जितनी भी परतें हैं एक एकल सजातीय परत के लिए यह सिर्फ 1 है लेकिन अगर कई परतों के लिए यह गणना की जाएगी तो फिर सबका योग लिया जाएगा जहां आपके पास अन्य चीजें हैं जैसे मोटाई तो मोटाई इसका एक कारक है यह कंडक्टिविटी पर भी निर्भर करता है प्रभावी रूप से यह आपको थर्मल कंडक्टेंस मूल्य रेजिस्टेंस मूल्य प्रदान करता है और आपके पास तस्वीर में घनत्व और विशिष्ट ताप भी होता है जैसे घनत्व और विशिष्ट ताप बढ़ता है आपका थर्मल टाइम कांस्टेंट मूल्य भी बढ़ता है जैसे जैसे दीवार की मोटाई बढ़ती है थर्मल टाइम कांस्टेंट बढ़ता है जैसे जैसे दीवार की कंडक्टिविटी बढ़ती है थर्मल टाइम कांस्टेंट नीचे जाएगा दो उदाहरण लें यह समान दीवार प्रणाली है दोनों की मोटाई 150 मिमी है मैं एक बहुत पतली क्षीण इन्सुलेशन प्रणाली स्थापित करने जा रहा हूं यहाँ यह सिर्फ 12 मिमी पतली इन्सुलेशन चादर है अगर मैं इसे अंदर की सतह और बाहर की सतह पर स्थापित कर रहा हूं तो U मूल्य या थर्मल ट्रांसमिटेंस समान रहेगा यह 25 या 26 वाट प्रति वर्ग मीटर केल्विन के करीब आ रहा है तो यह रेजिस्टिव या कंडक्टिव हीट प्रवाह है जिसको यू मूल्य में महत्व दे दिया गया है तो हो सकता है आपको बाहरी और भीतरी इंसुलेशन के अंतर के बारे में नहीं पता हो आपको यह फर्क थर्मल टाइम कांस्टेंट के संदर्भ में मिलेगा अगर इसे बाहरी सतह में रखा जाता है तो आपको थर्मल टाइम कांस्टेंट 184 मिलता है जबकि अगर आप इसे अंदर रखते हैं तो आपको 125 का थर्मल टाइम कांस्टेंट मिलता है 16 को मैंने कोष्ठक में रखा है क्योंकि 16 को राष्ट्रीय भवन संहिता इस स्थान के लिए बताता है जहाँ आप अपना इंसुलेशन लगाते हैं उसके आधार पर काफी भिन्नता होती है यह गर्मी के लाभ और हानि पर प्रभाव डालता है जहां आप यू मूल्य को देखकर इसे समझ नहीं पाएंगे यह वह जगह है जहां मैंने कहा था कि तकनीकी डाटा शीट उपलब्ध हैं लेकिन अगर आपको इस बात की बुनियादी समझ नहीं है कि किस संख्या को चुनना है तो हम ज्यादातर समय सही उत्पाद नहीं खरीद पाएंगे इसलिए यू मूल्य के अलावा हमें थर्मल टाइम कांस्टेंट का ध्यान रखना चाहिए जो बाहर से अंदर तक गर्मी स्थानांतरण का एक महत्वपूर्ण संकेतक है अगला संकेतक थर्मल परफारमेंस इंडेक्स है यह समीकरण थर्मल परफॉर्मेंस इंडेक्स का है Tin peak भीतरी सतह का शिखर तापमान है तो अगर यह एक दीवार की सतह है तो सतह का शिखर तापमान 35 डिग्री माइनस 30 तक जा सकता है फिर ऋण 30मैं समझाऊंगा कि इस 30 और इस 8 का मतलब क्या है ऋण 30 बटा 8 गुणा 100 यह 30 गणना की एक श्रृंखला से आता है यह अगले सूचकांक तक जाता है जो बिल्डिंग इंडेक्स है यह अधिकतम गर्मी लाभ को भी महत्व देता है और यह एक विशिष्ट दीवार प्रणाली के लिए किया जाता है जैसे ईंट की दीवार या एक मानक के अनुरूप दीवार प्रणाली एक कमरे के अंदर किसी दिए हुए फेनेस्ट्रेशन क्षेत्रफल के साथ फिर उन्होंने उस सीमा में 30 डिग्री को आराम तापमान के रूप में पाया यह अधिकतम स्वीकार्य तापमान है और 8 है क्योंकि उन्होंने पाया कि जब दीवार की सतह का तापमान 8 डिग्री से ऊपर हो जाता है कहते हैं कि यह 38 डिग्री तक जा सकता है तो इससे आपको असुविधा नहीं होगी तो 38 ऋण 30 यह संख्या के रूप में हमें 8 प्रदान करता है इसलिए यहां आठ होता है और इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है अब पिछले किसी एक मॉड्यूल पर थोड़ा वापस चलते हैं जहां हमने थर्मल आराम के बारे में बात की थी हमने रेडिएंट एसिमेट्री के बारे में बात की हमने इस बारे में बात की कि कितनी क्षैतिज रेडिएंट एसिमेट्री की अनुमति है अर्थात् ठंडी दीवार तापमान बनाम गर्म दीवार तापमान वहाँ भी आईएस कोड हाल ही में आए आईएसओ कोड अंतर्राष्ट्रीय कोड और साथ ही आश्रय वे निर्दिष्ट करते हैं कि हवा के तापमान की तुलना में दीवार की सतहों के तापमान में स्वीकार्य वृद्धि क्या होती है हवा का तापमान 25 डिग्री तक है दीवार की सतह के तापमान को किस हद तक बढ़ाया जा सकता है जिससे आपको अधिकतम तापमान मिल जाए जिसके बाद आपको रेडिएंट डिस्कंफर्ट महसूस होना शुरू हो जाएगा तो हमारे राष्ट्रीय कोड में इसी बारे में बात की जा रही थी यह कहीं 70 और 80 के दशक में विकसित किया गया था जहां आप जानते हैं कि उन्होंने अनुमान लगाया था कि 38 डिग्री तक रेडिएंट डिस्कंफर्ट का यह घटक अधिक प्रभावशाली नहीं होगा जिसके आगे कहिए जब दीवार का तापमान 39 40 डिग्री को छूता है तब यह अधिक समस्याओं का कारण बनता है इसके आधार पर एक सीमा है जो निर्धारित है उन्होंने मूल रूप से दीवार प्रणाली को अच्छा कम अच्छा घटिया बहुत घटिया और बेहद घटिया में वर्गीकृत किया है यदि इस विशेष संदर्भ में थर्मल परफॉर्मेंस दर 75 से कम या इसके बराबर है तो आपको 36 डिग्री के शिखर सतह तापमान या उससे कम की आवश्यकता होती है शिखर ऊष्मा का लाभ 345 वाट्स प्रति वर्ग मीटर होगा इसे क्लास ए बिल्डिंग कहा जाता है यह अच्छा प्रदर्शन करने वाली प्रणाली हैं यह मुख्य रूप से अब आप समझेंगे क्योंकि हम अंदर की सतह के शिखर तापमान के बारे में बात कर रहे हैं हम वास्तव में एक विशेष दीवार प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं अब थोड़ा दोहराने के लिए हमने एलिमेंट स्तर की विशेषताओं के बारे में बात की हमने कॉम्पोनेंट स्तर की विशेषताओं के बारे में बात की और हमने असेंबली स्तर की विशेषताओं के बारे में भी बात की थी यहां यह थर्मल परफारमेंस इंडेक्स पूरी दीवार प्रणाली या असेंबली स्तर विशेषताओं के बारे में अधिक बारीकी से बात करता है जब दीवार जगह पर बन जाती है तो इसे प्लास्टर किया जाता है इसपर रंग किया जाता है यह एक स्थिर संकेतक नहीं है यह एक गतिशील संकेतक है चरम सतह के तापमान को विभिन्न घटनाओं के सेट के एक भाग के रूप में प्राप्त किया जाता है अंत में परिणाम Ts भीतरी सतह का शिखर तापमान होता है तो आप इसका स्थानापन्न करते हैं यदि 75 से कम का मान प्राप्त होता है इसका मतलब है कि आपका चरम गर्मी लाभ 345 वाट प्रति वर्ग मीटर से ऊपर नहीं जाएगा फिर आपकी दीवार प्रणाली कुल असेंबली अच्छा प्रदर्शन करने वाली मानी जाती है दूसरी ओर यदि टीपीआई 225 से अधिक है जिसका अर्थ है कि अंदर की सतह का तापमान 48 डिग्री से ऊपर चला जाता है इसका मतलब है अगर आप दीवार की सतह को छूते हैं अगर आप सतह के तापमान को मापते हैं तो यह 48 या उससे अधिक होगा जो वास्तव में आरामदायक नहीं है परिणामस्वरूप आपके पास 1035 वाट प्रति वर्ग मीटर से अधिक ऊष्मा का लाभ होता है जो कि बेहद घटिया है एक पतली धातु की चादर की कल्पना करें जिसका अंदर की सतह का तापमान 50 52 डिग्री तक जा सकता है बेशक बाहर इससे बहुत अधिक होगा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो यह थर्मल वर्गीकरण में बेहद घटिया पर आता है तो यह विकसित किया गया है इसके अलावा इसमें सुधार कारक हैं मैं सभी तालिकाएं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं मैं आपको एसपी 41 को पढ़ने का सुझाव देता हूं जो इमारतों में कार्यात्मक दक्षता की पुस्तिका है राष्ट्रीय भवन संहिता का 41वां विशेष प्रकाशन वहां उन्होंने सुधार कारकों के सेट दिए हैं जहाँ आप इसे स्थानापन्न कर सकते हैं और स्थान विशेष थर्मल परफॉर्मेंस इंडेक्स का पता लगा सकते हैं यदि आपका जलवायु क्षेत्र भिन्न हैं या यदि आपकी दीवार की सतह का अवशोषण अलग है तो एक सुधार कारक है जिसे प्रतिस्थापित किया जाता है जिससे आपको वास्तविक थर्मल परफॉर्मेंस इंडेक्स मिल जाता है आपको यहां क्या समझने की जरूरत है इस मामले में थर्मल परफारमेंस इंडेक्स अनिवार्य रूप से कंडक्टिव कैपेसिटिव और रिफ्लेक्टिव इन्सुलेशन को तस्वीर में लेता है चूंकि अवशोषकता के सुधार कारक दिए हुए हैं इसलिए यह रिफ्लेक्टिव इंसुलेशन के प्रभाव को भी ले लेता है उन्होंने अंदर की सतह के शिखर तापमान को लिया है जो कंडक्टिव हीट प्रवाह का एक कारक है और साथ ही यह आपको दीवार की संग्रहण व उत्सर्जन क्षमता देता है इसलिए प्रभावी रूप से यह पूरी दीवार असेंबली के बारे में एक व्यापक विचार देता है कुछ उदाहरण अधिकांश पदार्थ 'कम अच्छा' प्रदर्शन करने वाले थे आप एक ईंट की दीवार ले सकते हैं आप एक वातित कंक्रीट ले सकते हैं आप एक सीमेंट ब्लॉक की दीवार कुछ इंसुलेटेड दीवार प्रणाली ले सकते हैं इनमें से अधिकांश 'कम अच्छा' प्रदर्शन करने वाले हैं या कहे कि क्लास B पदार्थ है आगे अगर आप इसे इंसुलेट करते हैं या इस पर सुधार करते हैं तो आप क्लास A पदार्थ या 'अच्छा' प्रदर्शन करने वाला पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं यह प्राकृतिक रूप से हवादार इमारत के लिए है एयर कंडीशनड बिल्डिंग के मामले में आपके पास टीपीआई थर्मल परफारमेंस इंडेक्स का एक और संस्करण है इन चरम सतह के तापमान और इन तापमान संख्या के बजाय आपको यहां चरम गर्मी लाभ मिलता है जो कि क्यू है और यहां अधिकतम स्वीकार्य गर्मी लाभ मिलते है जो मैं यहां प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं लेकिन एयर कंडीशन बिल्डिंग के लिए एक वैकल्पिक संस्करण है जहां फिर से आपके पास 'अच्छे' और 'घटिया' के बीच एक वर्गीकरण होता है यह एक उन्मुखीकरण से दूसरे उन्मुखीकरण में भी बदलता है हमने तीन अलग अलग उन्मुखीकरण के लिए परीक्षण किया एक ही दीवार 3 अलग अलग उन्मुखीकरण में अलग अलग प्रदर्शन करती है सारांश में यह आपको राष्ट्रीय भवन संहिता देती है यह आपको अनावृत दीवार के साथ साथ छत के लिए विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के लिए मानक देता है मान लें कि हम पहले एक अनावृत दीवार को लेते हैं यदि यह एक गर्म शुष्क या गर्म आर्द्र जलवायु है तो आपके पास अधिकतम 256 का यू मूल्य है इसलिए आपकी दीवार या आपके द्वारा चुनी गई प्रणाली का यू मूल्य 256 से कम होना चाहिए अभी यह कहानी का अंत नहीं है अगली चीज टीपीआई है थर्मल परफॉर्मेंस इंडेक्स जिसका अधिकतम मान 125 है यदि आप इसे पीछे देखते हैं तो 125 का मतलब है इस सीमा से ऊपर तो वे कहते हैं कि कम से कम दीवार 'कम अच्छा' प्रदर्शन वाली श्रेणी में होनी चाहिए तो 125 अधिकतम मूल्य है इन्होंने यहां TPI की अधिकतम सीमा 125 दी है यह इससे अधिक नहीं जानी चाहिए उसके बाद T यह थर्मल टाइम कांस्टेंट है जो उन्होंने 16 दिया है यह न्यूनतम मूल्य है तो थर्मल टाइम कांस्टेंट इससे अधिक होना चाहिए यहां आपको यह भी पता चलता है कि इंसुलेशन कहां लगाना है और कहां अपनी प्रणाली को रखना है छायांकित दीवार बनाम बिना छायांकित दीवार उन्मुखीकरण सब कुछ टीपीआई और थर्मल टाइम कांस्टेंट को प्रभावित करता है फिर वे आपको डैंपिंग के लिए एक खंड देते हैं जहां हमने न्यूनतम 60 प्रतिशत देखा था जब वे गर्म क्षेत्रों के लिए देते हैं वे कहते हैं कि आपको कम से कम 60 प्रतिशत थर्मल डैंपिंग की आवश्यकता है इसके अलावा अगर यह हल्का गर्म आर्द्र क्षेत्र है या मध्यम जलवायु क्षेत्र है तो वहाँ U मूल्य में छूठ है आप 29 तक जा सकते हैं थर्मल परफारमेंस इंडेक्स का मान भी 175 तक जा सकता है थर्मल टाइम कांस्टेंट का मान 16 ही रखा जाता है और थर्मल डैंपिंग भी 60 ही रखी जाती है जो दिन प्रतिदिन बदलती रहती है इसके बाद बिल्डिंग इंडेक्स है बिल्डिंग इंडेक्स विभिन्न सतहों फेनस्ट्रेशन दीवार छत के गर्मी लाभ का योग बताता है यह वाट प्रति वर्ग मीटर में समग्र बिल्डिंग सिस्टम के माध्यम से समग्र गर्मी का लाभ बताता है तो यहां बिल्डिंग इंडेक्स की सीमा दी हुई है 0 से 50 तक आप 32 डिग्री भीतरी परिवेश के तापमान की उम्मीद कर सकते हैं या उससे कम जोकि आरामदायक समझा जाता है 51 से 100 आप 32 से 36 डिग्री की उम्मीद कर सकते हैं यह थोड़ी हल्की गर्म स्थिति हैं यदि यह 100 से ऊपर चला जाता है तो आपके पास बहुत अधिक भीतरी वायु तापमान हो सकता है जो बहुत गर्म स्थिति है उन्होंने कुछ उदाहरणों पर भी काम किया एक बहु मंजिला इमारत लें इसमें आप शीर्ष मंजिल लें जिसमें ग्लास क्षेत्रफल छायांकित नहीं है फर्श क्षेत्रफल 15 है अर्थात फर्श क्षेत्रफल और फेनेस्ट्रेशन क्षेत्रफल का अनुपात 15 प्रतिशत है यह उत्तर की तरफ उन्मुख है इसका बिल्डिंग इंडेक्स 85 है यह हल्की गर्म स्थिति है लेकिन फिर दक्षिण अभिविन्यास और छायांकित ग्लास होने पर आप इसे 73 तक नीचे ला सकते हैं जो फिर से हल्का गर्म स्थिति है फिर पांचवे के जैसे ही 15 प्रतिशत छायांकित खिड़की और जिसका दक्षिण की तरफ उन्मुखीकरण है यह भूतल पर है अब छत अनावृत नहीं है तो आपका बिल्डिंग इंडेक्स काफी नीचे चला जाता है 85 से यह 56 तक आ गया है जहां यह आरामदायक और हल्का गर्म है इस के आधार पर हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हमारे पास एक बिल्डिंग इंडेक्स है और एक डिजाइनर के रूप में हमें अस्थाई रूप से यह पता है कि यह स्थान आंशिक रूप से आरामदायक और हल्का गर्म होने वाला है फिर हम अलग अलग उन्मुखीकरण समायोजित कर सकते हैं हम छायांकन प्रणालियों को समायोजित करने का प्रयास कर सकते हैं हम लगाई हुई छायांकन प्रणाली को सुधार सकते हैं हम छत को इन्सुलेट करने का प्रयास कर सकते हैं यदि आप एक निचली मंजिल पर नहीं जा सकते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके पास एक ऊपरी मंजिल है जिसे आप इन्सुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं गर्मी लाभ को कम से कम करके आप बिल्डिंग इंडेक्स मूल्य को नीचे ला सकते है और भीतरी आराम को सुधार सकते हैं सभी सूचकांकों की त्वरित पुनरावृत्ति प्राप्त करने के लिए जिन्हें हमने देखा था कि उनका वास्तव में क्या मतलब है सबसे पहले हमने यू मूल्य को देखा था यहां मेरे पास पदार्थ की विशेषताएं डिजाइन और ज़ोनिंग पर प्रभाव और सौर एक्सपोज़र का प्रभाव है मैं यहां प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या ये सूचकांक इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हैं या नहीं और यदि रखते हैं तो किस हद तक रखते हैं उदाहरण के लिए थर्मल ट्रांसमिटेंस या यू मूल्य जैसा सरल मूल्य केवल पदार्थ की विशेषताओं को ध्यान में रखता हैं जैसे पदार्थ का घनत्व पदार्थ की मोटाई और सतह विशेषताएं यह केवल पदार्थ की विशेषताओं पर ध्यान देता है भवन का उन्मुखीकरण किस तरफ है आप अपना पदार्थ कहां रखते हैं खिड़की का क्षेत्रफल क्या है दीवार का क्षेत्रफल क्या है जैसी विशेषताओं को महत्व नहीं देता है इसी तरह थर्मल टाइम कांस्टेंट पदार्थ की विशेषता है इसमें कंडक्टिविटी घनत्व और पदार्थ की थर्मल कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी शामिल है लेकिन फिर भी यह केवल पदार्थ की विशेषताएं हैं ये दो चीजें हैं अगला जब आप थर्मल डैंपिंग के बारे में बात करते हैं तो यह पदार्थ की विशेषताओं को महत्व देता है लेकिन यह डिजाइन और ज़ोनिंग को भी महत्व देता है इसलिए जब आप डिज़ाइन की सघनता बदलते हैं या आपकी ज़ोनिंग अलग होती है तो थर्मल डैंपिंग भी बदल जाती है यह सौर एक्सपोज़र को भी महत्व देती है अर्थात किसी विशेष स्थान का उन्मुखीकरण जैसे एक तरफा बनाम दो तरफा उन्मुख या उत्तर बनाम दक्षिण उन्मुख जगह थर्मल डैंपिंग पर प्रभाव डालेगी अगली महत्वपूर्ण चीज थर्मल परफारमेंस इंडेक्स है यह सौर एक्सपोज़र को महत्व देता है अर्थात किसी दीवार का उन्मुखीकरण किस तरफ है वह छायांकित है या नहीं क्योंकि अगर बाहर की सतह का सोल एयर तापमान बढ़ रहा है तो अंदर की सतह का भी बढ़ेगा इस वजह से थर्मल परफॉर्मेंस इंडेक्स काफी बदल सकता हैं अगला महत्व पदार्थ की विशेषताओं और उसके बाद डिजाइन और ज़ोनिंग का होता है बिल्डिंग इंडेक्स फिर से डिजाइन और ज़ोनिंग को अधिक महत्व देता है आप अपने भवन को पुनर्व्यवस्थित और पुनरूप कैसे देते हैं उसके बाद यह सौर एक्स्पोज़र और फिर आखिर में पदार्थ की विशेषताओं को महत्व देता है तो एक समेकित विचार प्राप्त करने के लिए हमें यू मूल्य की आवश्यकता हो सकती है जो गंभीर रूप से आवश्यक है लेकिन हमें एक उचित निर्णय लेने के लिए न्यूनतम 2 या 3 अन्य सूचकांकों की आवश्यकता होगी कि कौन से पदार्थ का चयन करना है और भवन को कैसे डिजाइन करना है आइए जानते हैं दूसरे देश क्या कर रहे हैं इस स्लाइड को देखने से पहले हमने थर्मल कैपेसिटी के बारे में बात की थी थर्मल मास का उपयोग हम परंपरागत रूप से कर रहे हैं लेकिन मौजूदा प्रथाओं में से अधिकांश में हम थर्मल कैपेसिटी को एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में नहीं देखते हैं लेकिन हाल ही में कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने यू मूल्य के लिए एक नया अनुबंध पेश किया था उन्होंने अपनी इमारतों के लिए सख्त यू मूल्य दिए है उन्होंने नया कारक पेश किया जोकि थर्मल मास एनहांसड यू वैल्यू है उदाहरण के लिए यदि आपके पास एक पतली दीवार प्रणाली है उदाहरण के लिए आपकी दीवार में पतला जिप्सम बोर्ड है और उसके पीछे थर्मल इंसुलेशन लगा हुआ है और फिर अंदर की सतह का परिष्करण किया हुआ है तो समग्र दीवार की मोटाई लगभग 60 या 75 मिमी है ये दो पतली चादरें हैं यदि आप यू मूल्य को देखते हैं तो आपको लगभग 06 या 05 वाट प्रति वर्ग मीटर केल्विन मिलेगा तो यह पहली दीवार प्रणाली है अगली दीवार प्रणाली उदाहरण के लिए आपके पास एक शीट है यह बाहर का मुख है फिर आपके पास इन्सुलेशन है फिर आपके पास अंदर का ब्लॉक है या कहें ये ईंट की दीवार है या कोई भी चिनाई निर्माण या कंक्रीट की दीवार प्रणाली है यहां आपके पास समग्र मोटाई 200 मिमी हो सकती है आपका यू मूल्य ऊपर जा सकता है उदाहरण के लिए 2 वाट प्रति वर्ग मीटर केल्विन या 15 वाट प्रति वर्ग मीटर केल्विन सामान्य संहिता के अनुसार यदि वे कहते हैं कि न्यूनतम आवश्यक यू मूल्य 08 है मान लें कि आवश्यक मूल्य 08 है यह दीवार प्रणाली संहिता के अनुसार है जबकि यह दीवार प्रणाली संहिता का पालन नहीं कर रही है नए सुधार के अनुसार जो उन्होंने पेश किया है उन्होंने पाया कि हालांकि इस दीवार प्रणाली में रेजिस्टिव इंसुलेशन नहीं है लेकिन इसमें महत्वपूर्ण कैपेसिटिव इन्सुलेशन है एक बार जब आपके पास कैपेसिटिव इंसुलेशन होता है तो यह गर्मी संग्रहण करता है फिर यह गर्मी को बाहर या अंदर की तरफ प्रसारित करता है यह काफी बदलता है निश्चित रूप से आपके थर्मल टाइम कांस्टेंट और डैंपिंग मूल्य बदलेंगे लेकिन इन सब के अलावा इसमें कैपेसिटिव इन्सुलेशन है तो कैपेसिटिव पदार्थ के उपयोग के लिए जैसे घना कंक्रीट ब्लॉक या कंक्रीट चिनाई वाली दीवार प्रणाली संहिता कहती है मास एनहांसड यू वैल्यू यदि आपके पास थर्मल मास है तो वे आपको यू मूल्य में छूट देते हैं बेशक आप 3 35 तक नहीं जा सकते हैं लेकिन फिर भी आपके पास दीवार प्रणाली में थर्मल मास को पेश करने के लिए छूट है इसी तरह अन्य देश है जैसे ब्राजील जहां यू मूल्य में छूट है यदि आप उच्च थर्मल मास वाले पदार्थ उपयोग करते हैं आइए हम देखते हैं कि सिंगापुर क्या करता है इसको हम बारीकी से देख रहे हैं क्योंकि यह एक उष्णकटिबंधीय देश है और वह भवन प्रदर्शन मानकों के थर्मल कोड पर बहुत ज्यादा काम कर रहा हैं वे इसे लगातार संशोधित कर रहे हैं वे RETV नामक संख्या के बारे में बात करते हैं यह इफेक्टिव थर्मल ट्रांसफर वैल्यू है इससे पहले यह ओटीटीवी था ओवरऑल थर्मल ट्रांसफर वैल्यू पहले संस्करण में वे कहते हैं कि यदि बिल्डिंग विंडो वॉल रेशियो WWRbldg अर्थात खिड़की का अनुपात 30 से कम है और शेडिंग कोफिशिएंट 07 से कम है हम अगले सत्र में शेडिंग कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे फिर आपने कोड की आवश्यकता को पूरा किया है लेकिन अगर यह अधिक है तो वे एक प्रयोगसिद्ध सूत्र देते हैं जिसमें आवश्यक रूप से दीवारों का यू मूल्य खिड़की और दीवार का अनुपात फेनेस्ट्रेशन का यू मूल्य और फिर कुछ सुधार कारक शामिल हैं कुल मिलाकर आपको बिल्डिंग एनवेलप का वाट प्रति वर्ग मीटर में कुल गर्मी लाभ मिलेगा वर्तमान कोड के हिसाब से लगभग 22 वाट प्रति वर्ग मीटर की अनुमति है तो आपके पास एक बड़ी खिड़की हो सकती है वो नहीं कहते कि आपके पास छोटी खिड़की होनी चाहिए लेकिन अगर आपको कोड को मानना है तो आपका अधिकतम गर्मी लाभ 22 वाट प्रति वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए अब हमारे बिल्डिंग इंडेक्स के उदाहरण के साथ वापस सोचें हमारे कोड ने क्या कहा यह कहता है कि 0 से 50 वाट प्रति वर्ग मीटर के बीच बिल्डिंग इंडेक्स को आरामदायक माना जाता है इसी तरह थर्मल परफारमेंस इंडेक्स जैसे अन्य कारकों के संदर्भ में जब वे कहते हैं कि 125 स्वीकार्य है उन्होंने यह भी कहा कि शिखर गर्मी लाभ 32 से 40 के बीच होगा इस स्लाइड में जब आपके पास 75 से कम या उसके बराबर का टीपीआई होता है गर्मी लाभ 344 वाट प्रति वर्ग मीटर होता है तो यह अच्छी गुणवत्ता का निर्माण है तो हमारा मानक किसी विशेष प्रणाली से अधिकतम गर्मी लाभ और स्वीकार्य गर्मी स्थानांतरण को महत्वपूर्ण भार देता है तो हमने अनिवार्य रूप से 3 विभिन्न स्तरों एलिमेंट स्तर कंपोनेंट स्तर और असेंबली स्तर को देखा हमने मुख्य रूप से देखा कि हमारा राष्ट्रीय भवन कोड क्या कहता है और सिर्फ एक या दो उदाहरणों को देखा जैसा कि मैंने कहा था कि दो अन्य महत्वपूर्ण चीजें हैं एक तो बिल्डिंग एनवेलप में नमी का स्थानांतरण और दूसरा इमारत की दीवारों का वायुरुद्ध होना इस मॉड्यूल में हम इसे नहीं देख रहे हैं लेकिन अनिवार्य रूप से वे पूरी इमारत के समग्र थर्मल प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं Thank you धन्यवाद